इसलिए यदि आप पैरामीटर पासिंग को इस तालिका से देखते हैं तो यह वह रणनीति है जिसे हमने कहा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है या एक ही समय में सबसे सरल है तो हमें यह इस प्रोसीजर कॉल के लिए मिला है इसलिए हमारे पास इस सिस्टम कॉल के लिए है इसलिए मुझे पास करने के लिए कई पैरामीटर मिले हैं और उन मापदंडों को जिन्हें हम पास करना चाहते हैं इसलिए वे कुछ मेमोरी स्थानों में लोड किए जाते हैं और फिर कॉल के लिए यह पैरामीटर हैं इसलिए हम एड्रेस x लोड करते हैं सिस्टम कॉल के लिए तो यह सिस्टम कॉल 13 है जो कि कार्यक्रम करने जा रहा है तो x पैरामीटर है x को एक रजिस्टर पर लोड किया जाता है और फिर उसे इस चीज़ पर पास किया जाता है तो यह एक्स वास्तव में एड्रेस रजिस्टर है और यह पैरामीटर के ब्लॉक को उस पैरामीटर के ब्लॉक का एड्रेस रखता है जो हमारे पास इस विशेष कॉल के लिए सिस्टम में है तो यह ऐसा है कि यह अगर मेमोरी है तो शायद मेमोरी के इस हिस्से में पैरामीटर सभी एक्स रजिस्टर में कॉपी हैं इसलिए हमारे पास इसका एड्रेस है इसलिए जब यह x इस विशेष पते के साथ ठीक से लोड हो जाता है तो सिस्टम कॉल के ऑपरेटिंग सिस्टम कार्यान्वयन स्तर पर यह ब्लॉक में पारित किए गए मापदंडों का पता लगाने के लिए उस x रजिस्टर का उपयोग कर सकता है तो इस तरह से इस प्रकार की संरचना का उपयोग करके तो हम इस सिस्टम कॉल के लिए पैरामीटर पास कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के सिस्टम कॉल हैं जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं तो जो सेवाओं में से प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है वे एक सेट हैं सिस्टम कॉल का जो संभव है इसलिए उन्हें मोटे तौर पर छह प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें से कुछ सिस्टम कॉल प्रक्रिया नियंत्रण से संबंधित हैं उनमें से कुछ फ़ाइल संबंधित फ़ाइल मैनीपुलेशन हैं उनमें से कुछ डिवाइस मैनीपुलेशन के लिए हैं उनमें से कुछ सूचना रखरखाव के लिए हैं कुछ संचार के लिए हैं कुछ सुरक्षा के लिए हैं ठीक है तो यह कुछ समय बाद दिखाई देगा कि सिस्टम कॉल कैसे हैं इसलिए प्रक्रिया नियंत्रण के लिए सिस्टम कॉल के साथ शुरू करने के लिए वे प्रक्रिया का निर्माण और प्रक्रिया समाप्ति करेंगे तो ये संबंधित सिस्टम कॉल्स हैं जैसे क्रिएट प्रोसेस या टर्मिनेट प्रोसेस इसलिए हम एक प्रक्रिया को समाप्त करना चाहते हैं इसलिए समाप्त करना केवल उस प्रक्रिया को समाप्त करना है या बीच में कुछ गलत स्थिति हुई है जिससे कॉल को निरस्त करना पड़ता है फिर लोड और निष्पादित होते हैं इसलिए हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम को लोड किया जाना है या कुछ प्रक्रिया को लोड किया जाना है और निष्पादित किया जाना है तो लोड का मतलब है कि यह कंटेंट से लोड किया जाएगा कंटेंट को द्वितीयक स्टोरेज से कॉपी किया जाएगा या मुख्य मेमोरी में डिस्क से जाएगा ताकि प्रक्रिया निष्पादन के लिए तैयार हो जाए और बाद में जब प्रक्रिया को सीपीयू समय दिया जाता है तो यह निष्पादित होगा तो यह निष्पादन है तो ये दो अलग अलग ऑपरेशन हैं इसलिए एक कार्यक्रम माध्यमिक स्टोरेज से इसकी कंटेंट को कॉपी करके निष्पादन के लिए प्रक्रिया तैयार कर रहा है और अन्य प्रक्रिया को निष्पादित करना है जो प्रक्रिया को सीपीयू दे रही है तो प्रक्रिया विशेषताएँ प्राप्त करें और प्रक्रिया विशेषताएँ सेट करें तो इस प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं जैसे कि प्रक्रिया का मालिक कौन है तो हमें इसे कितना समय देना चाहिए प्रक्रिया की प्राथमिकता क्या है तो इस तरह से हम प्रक्रिया की विशेषताओं को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं या कभी कभी हम इस प्रक्रिया को निर्धारित करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी प्रक्रिया की प्राथमिकता को कम करना या सुधारना चाहते हैं ताकि सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सके लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ सिस्टम कॉल प्रदान करना चाहिए जिसके द्वारा इसे किया जा सकता है फिर कुछ सिस्टम कॉल कुछ प्रक्रिया शायद कुछ समय के लिए इंतजार करना पसंद करती है कि दो ऑपरेशनों के बीच यह कुछ देरी देना चाहती है इसलिए यह कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहती है इसलिए जब समय समाप्त हो जाता है तो प्रक्रिया को सूचित किया जाना चाहिए और प्रक्रिया उस बिंदु से अपने निष्पादन को फिर से शुरू करेगी फिर ईवेंट या सिग्नल इवेंट की प्रतीक्षा करें कुछ समय एक प्रक्रिया किसी घटना के होने की प्रतीक्षा करना पसंद कर सकती है या यह कुछ प्रक्रिया को सूचित करना चाह सकती है कि कुछ अन्य प्रक्रिया घटनाओं के साथ कुछ विशेष घटना हुई है ताकि अन्य प्रक्रिया जारी रह सके तो ऐसा हो सकता है कि मुझे दो प्रक्रियाएं मिली हैं p 1 और p 2 तो p 2 है जो किसी घटना की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे p 1 से शुरू किया जाएगा इसलिए p 2 किसी घटना e पर प्रतीक्षा कर रहा है ठीक है तो वह वेट सिस्टम कॉल है और यह प्रक्रिया p 1 है इसलिए यह ई पर उस सिग्नल को कर रहा होगा तो इस तरह यह संकेत देगा कि घटना हुई तो यह प्रतीक्षा घटना और संकेत घटना है इसलिए वे दो अलग अलग ईवेंट हैं जिनके लिए सिस्टम कॉल उपलब्ध होना चाहिए ताकि वे प्रक्रियाओं द्वारा उपयोग किए जा सकें फिर आवंटन और मुक्त मेमोरी इसलिए कुछ प्रक्रिया में अधिक स्टोरेज की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि जैसा कि हम कुछ उच्च स्तरीय कार्यक्रम में लिखते समय किसी तरह से जानते हैं इसलिए हम कुछ गतिशील स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो गतिशील स्टोरेज का निर्माण कुछ गतिशील स्थान के लिए इस आवंटित अनुरोध के माध्यम से होता है और जब स्थान की आवश्यकता नहीं होती है तो उस स्थान को मुक्त करना चाहते हैं तो यह आवंटित और मुक्त है इसलिए ये दो चीजें हैं फिर त्रुटि होने पर मेमोरी डंप करें इसलिए यदि कोई त्रुटि हुई है जब प्रोग्राम चल रहा था और यह इस प्रकार की त्रुटि से परिचित हो सकता है इसलिए विशेष रूप से यदि आप UNIX या Linux पर प्रोग्राम चला रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस विशेष त्रुटि संदेश विभाजन दोष की तरह है विभाजन दोष तो आपने यह संदेश देखा होगा तो इस संदेश का मतलब यह है कि मेरे पास एक कार्यक्रम है इसलिए उस कार्यक्रम में मैं x को कुछ के बराबर कह रहा हूं जहां यह सामान्य चर असाइनमेंट के लिए है इसलिए अगर मुझे एक पॉइंटर पी मिला है और मैं उस स्टार पी को किसी चीज के बराबर लिखता हूं और जब तक इस पी को ठीक से आरंभीकृत नहीं किया जाता है तब तक जब इस ऑपरेशन को निष्पादित नहीं किया जाएगा इसलिए अगर यह बहुत अधिक संभावना है कि यह एड्रेस p का वर्तमान मान है जो उस स्थान का एड्रेस है जिसे संशोधित किया जाना चाहिए वह इस विशेष प्रक्रिया के लिए मान्य एड्रेस सीमा के भीतर नहीं है इसलिए परिणाम के रूप में यह विभाजन दोष है जो इसे करने जा रहा है कुछ स्थान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो उस विभाजन से परे है जो इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध है तो यह एक विभाजन दोष है और जब विभाजन दोष होता है तो उपयोगकर्ता को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या गलती वास्तव में हुई है या नहीं ठीक है तो कैसी स्थिति थी जो कुछ अन्य मानों को कुछ अवांछनीय मान रखने के लिए p का नेतृत्व करती है तो उस ट्रेस को प्राप्त करने के लिए इसलिए हमें यह जानना होगा कि कार्यक्रम के निष्पादन में यह बिंदु कैसे पहुंचा और यह निष्पादित की जाने वाली प्रक्रिया की कुल रनटाइम छवि है तो इसे प्रोग्राम का मूल कहा जाता है अब जब यह विभाजन दोष होता है इसलिए यदि यह कोर डंप हो जाता है तो बाद में कुछ डीबगर पर यह एड्रेस लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि वास्तव में यह विशेष गलती क्यों हुई तो यह विभाजन दोष कोर डंप है और सामान्य में यह वास्तविक प्रोग्राम कोड की तुलना में एक बड़ी फाइल है क्योंकि प्रोग्राम कोड छोटा है लेकिन प्रोग्राम कोड शायद यह कुछ पुनरावर्ती कॉल और सभी बना रहा है तो यह कोर बहुत बड़ा हो जाता है तो इस तरह से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यह एक त्रुटि होने पर मेमोरी कंटेंट को डंप करने में सक्षम होना चाहिए ताकि हम यह पता लगा सकें कि कार्यक्रम में क्या गलत हुआ तब बग के निर्धारण के लिए डीबगर की आवश्यकता होती है इसलिए हमें एकल चरण निष्पादन में सक्षम होना चाहिए तो डिबगर यह जाँचने के लिए है कि क्या यह एक विशेष स्थिति थी जब कार्यक्रम ठीक से नहीं चल रहा था तो समस्या क्या है यह ठीक से क्यों नहीं चल रहा है तो आपको यह बात हो सकती है जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा होगा जो यह सब गणना x बराबर y प्लस z वगैरह वगैरह करता है अब इस लाइन को निष्पादित करने के बाद कि क्या इस लाइन को ठीक से निष्पादित किया गया था या नहीं तो मैं इसे कैसे जांचूं तो मुझे यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि y का मान क्या है z का मान क्या है और x का मान क्या है तो इस लाइन को निष्पादित करने के बाद इसलिए अगर मुझे यह मान मिलते हैं और यह देखने के लिए कि x वास्तव में y प्लस z का मान है तो मुझे पता है कि इस कार्यक्रम को सही ढंग से निष्पादित किया गया है लेकिन अगर मुझे कुछ और मिलता है तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं यह समस्या विशेष रूप से विवरण हो सकती है या कार्यक्रम के पहले भाग में दूसरे हिस्से में कुछ कार्यक्रम या कुछ विवरण हो सकता है तो इस बात को कैसे करें तो इसके लिए हमारे पास कुछ डीबगिंग की सुविधा होनी चाहिए इसलिए या तो सिस्टम में डिबगर होना चाहिए ताकि मैं यह जांच कर सकूं तो यह अनुमति दे सकता है कि आप मुझे कुछ मेमोरी स्थानों और सीपीयू रजिस्टरों की कंटेंट की जांच करने की अनुमति देंगे और यह भी मुझे प्रोग्राम लाइन को लाइन से चलाने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यदि ये विशेष रूप से स्रोत स्तर में कार्यक्रम की विभिन्न रेखाएँ हैं इस लाइन की तरह शायद x y प्लस z के बराबर है यह लाइन x के बराबर हो सकती है तो ऐसा है इसलिए मुझे रोकने में सक्षम होना चाहिए इसलिए आम तौर पर यदि आप यहां किसी प्रोग्राम को निष्पादित करना शुरू करते हैं तो यह इन सभी लाइनों को निष्पादित करता है और फिर बाहर निकलता है लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए मैं चाहता हूं कि जब मैंने ऑपरेशन शुरू किया है तो कार्यक्रम को यहां निलंबित कर दिया जाना चाहिए और फिर मैं x y और z के मूल्यों की जांच कर सकूंगा फिर अगर मैं कहता हूं कि यह अगली पंक्ति को निष्पादित करेगा और फिर से यहां रुक जाएगा फिर से मैं इस चर के मूल्यों की जांच करने में सक्षम होऊंगा तो इसे इस तरह से जाना चाहिए तो लाइन से लाइन आगे बढ़ना चाहिए एक ही बार में पूरी बात नहीं तो यह एकल चरण निष्पादन है जो वहां है इसलिए एकल चरण निष्पादन प्रोग्राम डीबगिंग चरण में सहायक है इसलिए आम तौर पर जब कार्यक्रम शुरू में विकसित किया जा रहा है इसलिए प्रोग्राम में बहुत सारे तार्किक बग हैं फिर यह डिबगर और यह एकल स्टेपिंग सुविधाएं इसलिए वास्तव में इनकी आवश्यकता है विशेष रूप से यदि कार्यक्रम का तर्क जटिल है तो इस तरह से यह डिबगर सुविधा उन्हें सिस्टम कॉल सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है फिर प्रक्रियाओं के बीच डेटा साझा करने के लिए एक्सेस के प्रबंधन के लिए लॉक्स हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यदि कोई चर साझा चर x है तो अब यदि प्रक्रिया 1 इस पर लिखने की कोशिश कर रही है और प्रक्रिया 2 इसे पढ़ने की कोशिश कर रही है तो जब प्रक्रिया 1 x के इस मान को संशोधित कर रही है तो x की यह कंटेंट अंतिम नहीं है इसलिए इसका कोई मान है जो कि पी 2 द्वारा पढ़ा जाता है सही नहीं हो सकता है क्योंकि मान x कुछ परिवर्तनों से गुजर रहा था इसलिए जब मैं कह सकता हूं कि जब पी 1 x को पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो पी 2 को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए इसी तरह जब पी 2 पढ़ रहा है एक्स तो पी 1 को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो इसके लिए मेरे पास किसी प्रकार का लॉक हो सकता है और इस x को एक्सेस करने के लिए मुझे लॉक्स को लेना चाहिए इसलिए अगर मुझे लॉक की अनुमति मिलती है तो ही मुझे आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए तो इस प्रकार के लॉकिंग तंत्र को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह साझाकरण सुसंगत हो जाए इसलिए हम इस प्रक्रिया को सिंक्रनाइज़ेशन अध्याय में देखते हैं क्योंकि हमारे पास बाद में होगा फिर फ़ाइल प्रबंधन के लिए हमें एक फ़ाइल बनाने फिर फ़ाइल हटाने खोलने और बंद करने फिर लिखने या पढ़ने के लिए कई सिस्टम कॉल मिली हैं तो यह हम समझते हैं तो वास्तव में प्रत्यावर्तन का अर्थ है कि अब जब आप फ़ाइल खोलते हैं फ़ाइल पॉइंटर फ़ाइल की शुरुआत में सेट किया गया है इसलिए यदि आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको एक के बाद एक लाइनें मिल रही होंगी वास्तव में आपको करैक्टर बाई करैक्टर क्या मिल रहा होगा या इस पर निर्भर करेगा कि रीड सिस्टम कॉल में पढ़े गए आकार के आधार पर हमें यह बताना होगा कि कितने बाइट्स हम पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ मुझे उस f p और दूसरे पैरामीटर को मुझे बताना है बाइट्स देने हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं बेशक एक और सूचक बफर है इसलिए यदि यह रीड सफल है तो यह बाइट्स के फ़ाइल पॉइंटर नंबर की वर्तमान स्थिति से पढ़ेगा और इसे बफर में डाल देगा अब उसके बाद फ़ाइल पॉइंटर अगले मान के लिए आगे बढ़ेगा यह बाइट्स पढ़ने की संख्या थी तो फ़ाइल पॉइंटर यहाँ आएगा इसलिए यदि आप यहां एक और रीड जारी करते हैं तो यह इस बिंदु से पढ़ने से शुरू होगा और जारी रहेगा कभी कभी हम फ़ाइल के कुछ भाग को पढ़ने के लिए छोड़ना चाहते हैं और यह सिस्टम कॉल द्वारा किया जाता है तो आम तौर पर सी कार्यक्रम में आप पाएंगे कि एक कॉल 1 सीक है ठीक है इसलिए वह फ़ाइल सूचक को बाद में फ़ाइल में कहीं प्लेस करेगा तो यह रिपोजिशन सिस्टम कॉल उनकी है तो हमें फाइल विशेषताओं को प्राप्त करने और सेट करने के लिए सिस्टम कॉल मिली हैं तो यह हमें यह बताने की अनुमति देगा कि फ़ाइल का मालिक कौन है फ़ाइल का आकार क्या है इसे अंतिम संशोधित वगैरह कब किया गया था तो यह फ़ाइल प्रबंधन संबंधित कॉल करता है इसलिए वे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए अगला हम डिवाइस प्रबंधन संबंधित कॉल देखेंगे तो डिवाइस के लिए अनुरोध हो सकता है फिर डिवाइस को रिलीज करें फिर राइट रिपोजिशन पढ़ें तो यह एक ही बात है इसलिए हम डिवाइस से कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं या आउटपुट डिवाइस पर कुछ लिखना चाहते हैं या हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि रीड राइट हेड जो कि हेड रिपोजिंग कर रहा है फिर डिवाइस विशेषताएँ प्राप्त करें डिवाइस विशेषताएँ सेट करें तार्किक रूप से संलग्न या अलग डिवाइस तो डिवाइस वहां मौजूद है लेकिन हम इसे सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं या प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हम उस डिवाइस को अपने प्रोग्राम में मेरे सिस्टम में और न चाहते हैं इसलिए आप डिवाइस को अलग करने के लिए चाहते हैं तो ये डिवाइस प्रबंधन श्रेणी के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं फिर रखरखाव संबंधी कॉल जैसे समय या दिनांक प्राप्त करना इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप इस जानकारी को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा उपयोगकर्ता कितने समय के लिए सिस्टम का उपयोग कर रहा है तो ये कितने समय के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे समय या दिनांक प्राप्त करना समय या दिनांक निर्धारित करना सिस्टम डेटा प्राप्त करना सिस्टम डेटा सेट करना फिर प्रोसेस फ़ाइल या डिवाइस विशेषताएँ प्राप्त करना और सेट करना इसलिए ये रखरखाव से संबंधित कॉल या रखरखाव से संबंधित कुछ सिस्टम कॉल हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध हैं इसलिए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ संस्करण या इस कॉल के दूसरे भाग होंगे फिर प्रक्रियाओं के बीच संचार के लिए इसलिए हमें इस प्रकार के संचार कनेक्शन को हटाना होगा तो यह एक प्रकार की कॉल है इसलिए यदि संदेश पासिंग मॉडल है तो हमें संदेश भेजना होगा हमें साझा मेमोरी मॉडल मिल गया है फिर हम साझा मेमोरी क्षेत्रों में निर्मित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह इस तरह है जैसे कि जब भी आपको यह मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम मिला है तो एक विशेष मॉडल जो हमारे पास है वह संदेश पासिंग मॉडल है तो संदेश पासिंग मॉडल में क्या किया जाता है उन प्रक्रियाओं के बीच जो आपस में संवाद करना चाहती हैं तो एक संदेश कतार होगी तो यह प्रक्रिया इस पर एक संदेश भेज देगी इसलिए हर प्रक्रिया आप सोच सकते हैं कि इस प्रक्रिया को इससे जुड़ी एक कतार मिल गई है जिसे हम संदेश कतार कहते हैं जिसे हम संदेश कतार कहते हैं और इसी तरह इस प्रक्रिया को भी इससे जुड़ी एक संदेश कतार मिल गई तो जब पी 1 पी 2 को कुछ बताना चाहता है तो यह क्या करेगा यह संदेश को संदेश कतार में भेज देगा फिर तदनुसार यह संदेश कतार कंटेंट इसलिए जैसे ही संदेश कतार में कुछ संदेश आया है तो पी 2 संदेश कतार से पढ़ना चाहता है इसे संदेश मिल जाएगा इसी तरह पी 2 अगर पी 1 को कुछ संदेश भेजना चाहता है तो यह वास्तव में संदेश कतार या पी 1 पर लिखा जाएगा और बाद में जब पी 1 संदेश कतार से पढ़ता है तो संदेश मिल जाएगा तो यह एक प्रकार का संचार तंत्र है जिसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम समर्थन करते हैं और स्वाभाविक रूप से आपको इस प्रकार के संदेशों की आवश्यकता होती है आपके पास इस संदेश को प्राप्त करने के लिए सिस्टम कॉल होना चाहिए यह होस्ट नाम या प्रक्रिया नाम को भेज सकता है तो यह सिर्फ दो प्रक्रियाओं के संदर्भ में दिखाया गया है लेकिन ऐसा हो सकता है कि यह एम 1 यह पी 1 सिस्टम एम 1 में है और यह पी 2 सिस्टम एम 2 दो अलग अलग कंप्यूटरों में है तो फिर हम भी चाहेंगे कि हमारे पास यह संचार तंत्र हो इसलिए हमें मेजबान या संपूर्ण प्रक्रियाओं में संदेश भेजने में सक्षम होना चाहिए या यह क्लाइंट से सर्वर तक हो सकता है क्लाइंट सर्वर को कुछ संदेश भेजना चाहता है इसलिए क्लाइंट से सर्वर तक कुछ संदेश जा सकता है और सर्वर से क्लाइंट तक भी कुछ संदेश जा सकता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में इस प्रकार के सिस्टम कॉल का समर्थन करना चाहिए फिर साझा मेमोरी मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है तो साझा मेमोरी मॉडल में एक अधिक टाइट युग्मित प्रणाली है तो साझा मेमोरी मॉडल में ऐसा क्या होता है इसलिए मैंने कहा है कि ये दो प्रक्रियाएं हैं जो पी 1 और पी 2 हैं और ये दोनों मेमोरी को एक्सेस करने और प्राप्त करने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो यह पी 1 मेमोरी का हिस्सा हो सकता है जो पी 1 के लिए समर्पित है इसलिए यह पी 2 के लिए समर्पित मेमोरी का हिस्सा हो सकता है इसलिए आम तौर पर जब पी 1 चल रहा है तो यह कोड को निष्पादित करेगा और पी 2 कोड के इस टुकड़े को निष्पादित करेगा अब यदि कोई चर x है जिसे यह p 1 और p 2 उनके बीच साझा करना चाहता है तो आप देखते हैं कि कोई तरीका नहीं है क्योंकि x की प्रतिलिपि जो मेरे पास p 1 में है इसलिए यह मेमोरी स्थान यहाँ है और x की प्रतिलिपि मुझे पी 2 में है इसलिए यह है तो वे एक ही एक्स नहीं हैं ठीक इसलिए हमें यह करने की आवश्यकता है कि हमारे पास मेमोरी का कुछ हिस्सा होना चाहिए जिसे हम साझा मेमोरी ओके कहते हैं तो इसे साझा मेमोरी कहा जाता है और फिर किसी भी तरह पी 1 को साझा की गई मेमोरी में एक स्थान के लिए एक संकेतक होना चाहिए तो यह साझा मेमोरी में इस स्थान के लिए एक सूचक है पी 2 भी साझा मेमोरी में इस स्थान के लिए एक सूचक मिला है अब अगर वह स्थापित किया जा सकता है और वहां उचित अनुमति सेटिंग के साथ कि यह विशेष स्थान केवल पी 1 और पी 2 द्वारा सुलभ है तो फिर अगर पी 1 कुछ लिखना चाहता है तो यह इस सूचक द्वारा जा सकता है तो मान लीजिए कि इस सूचक का नाम p है और इस सूचक को q कहा जाता है तो अगर पी 1 स्टार पी बराबर 5 के लिखता है तो क्या होगा तो यह विशेष स्थान 5 में संशोधित हो जाएगा तो वहाँ x का मान तो इस तरह हम साझा कर सकते हैं तो इस साझा मेमोरी अहसास के लिए हमें सिस्टम कॉल होनी चाहिए जिसके द्वारा हम इस मेमोरी क्षेत्रों को साझा करने के लिए बना सकते हैं और हमें उन क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करनी चाहिए तो सिस्टम कॉल हैं जो साझा मेमोरी बनाने के लिए उपयोगी हैं इसलिए हम बाद में उन कॉल पर आएंगे फिर स्थिति की जानकारी स्थानांतरित करें इसलिए एक प्रक्रिया से इसलिए हमें यह बताने की आवश्यकता हो सकती है कि इस समय इस प्रक्रिया की स्थिति क्या है तो इस तरह से स्थिति की जानकारी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है फिर रिमोट डिवाइस को संलग्न करें और अलग करें कुछ डिवाइस रिमोट सिस्टम के रूप में है इसलिए कभी कभी हम उस प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं ताकि आप एक अटैचमेंट कॉल करें और कभी कभी कुछ समय बाद जब उपयोग खत्म हो जाए तो हम डिवाइस से अलग करना चाहते हैं तो इस तरह से यह डिटैच सिस्टम कॉल है तो उन सिस्टम कॉल को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाना है सुरक्षा के लिए हमें संसाधनों तक नियंत्रण पहुंच प्राप्त करनी चाहिए तो यह महत्वपूर्ण है तो आपके पास सिस्टम कॉल होना चाहिए जो संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करेगा अनुमति प्राप्त करेगा निर्धारित करेगा और उपयोगकर्ता को अनुमति देना या मना कर देना तो ये सुरक्षा से संबंधित सिस्टम कॉल हैं जो उपलब्ध होनी चाहिए इसलिए यदि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं इसलिए इस प्रणाली को इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है उदाहरण के लिए यह प्रक्रिया नियंत्रण समूह से है इसलिए यदि आप इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं तो सिबलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट प्रोसेस एग्जिट प्रोसेस वेट जैसी कॉल आती हैं तो जैसे कि यूनिक्स कॉल यूनिक्स सिस्टम या लिनक्स सिस्टम के लिए इसलिए हमें फोर्क एग्जिट और वेट जैसी संबंधित सिस्टम कॉल मिल गई है तो विंडोज़ की यह निर्माण प्रक्रिया यूनिक्स में फोर्क के समान है विंडोज़ में निकास प्रक्रिया यूनिक्स में निकास के समान है तो जैसे कि विंडोज़ में फाइल हेरफेर के लिए हमें यूनिक्स या लिनक्स में क्रिएट फाइल मिल गई है एक फाइल पढ़ने के लिए हमें ओपन फाइल मिली है और लिखने के लिए राइट फाइल तो इस तरह हम विभिन्न प्रकार के सिस्टम कॉल कर सकते हैं इसलिए हमें फ़ाइल बंद करने के लिए क्लोज हैंडल मिला है इसलिए हमें फ़ाइल बंद करने के लिए सरल पास मिल गया है ओके तो यह कुछ कारण हैं जैसे डिवाइस हेरफेर के लिए हमें सेट कंसोल मोड मिला है उसी तरह हमें यह ioctl मिला है तो यह आईओ ऑपरेशन से संबंधित विभिन्न मापदंडों को निर्धारित करता है तब हमें डिवाइस से रीड और राइट सिस्टम कॉल मिला है तो यहाँ भी हमें रीड और राइट मिला है तो विंडोज़ के मामले में आप देखते हैं कि डिवाइस हेरफेर में रीड राइट कंसोल मिलता है वे रीड राइट फाइल से अलग हैं यूनिक्स सिस्टम में तो वे समान हैं रीड और राइट सिस्टम कॉल का उपयोग फाइल और डिवाइस दोनों के लिए किया जाता है इसलिए यूनिक्स प्रणाली में वे फाइलें और डिवाइस हैं जिन्हें वे अधिक समान रूप से देखते हैं विंडोज़ ओएस की तुलना में फिर आपके लिए सूचना रखरखाव के बारे में पता है इसलिए विंडोज़ में हमें वर्तमान प्रक्रिया आईडी मिल गई है यूनिक्स में हमें पीआईडी मिल गई है तो जैसे कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कई ऐसे सिस्टम कॉल हैं इसलिए हम मैनुअल में प्रलेखित इस सूची को पा सकते हैं तो आइए देखें कि यह मानक C लाइब्रेरी रूटिंग प्रिंटफ़ कैसे निष्पादित होता है तो एक कार्यक्रम मिल गया है जहां एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है तो यह प्रिंटफ यह एक लाइब्रेरी कॉल लाइब्रेरी फ़ंक्शन है जो सी कार्यक्रम के साथ उपलब्ध हैं और जब यह किया जाता है तो यह कार्यक्रम उपयोगकर्ता मोड में निष्पादित हो रहा है इसलिए जब यह प्रिंटफ कॉल मिलता है तो यह मानक सी लाइब्रेरी में जाता है और मानक सी लाइब्रेरी यह कॉल को अंतर्निहित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए राइट सिस्टम कॉल में बदल देगा तो यह एक राइट सिस्टम कॉल बनाता है तो यहाँ यह निष्पादन के कर्नेल मोड में जा रहा है तो यह प्रिंटफ के लिए कोड है तो यह इसे एक राइट सिस्टम कॉल में बदल देगा और राइट सिस्टम कॉल एक सिस्टम कॉल इंटरफ़ेस लिखने के लिए आ रहा है और फिर यह राइट सिस्टम कॉल के वास्तविक निष्पादन में जाएगा लिखने के बाद सिस्टम कॉल खत्म हो गया है तो यह मानक सी लाइब्रेरी में वापस आता है और वहां से यह वापस वहां जाता है इसलिए इस तरह से इस प्रिंटफ लाइब्रेरी रूटीन को उपयोगकर्ता प्रोग्राम से नहीं बुलाया जाता है और यह इंटर्न राइट सिस्टम कॉल को आमंत्रित करता है इसलिए सिस्टम प्रोग्राम कार्यक्रम विकास और निष्पादन के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करते हैं उनमें से कुछ सिस्टम कॉल के लिए बस उपयोगकर्ता इंटरफेस हैं अन्य काफी अधिक जटिल हैं इसलिए सिस्टम प्रोग्राम उनमें से कुछ के रूप में सरल हो सकता है बस सिस्टम कॉल करने से कुछ प्रोग्राम अधिक जटिल हो सकते हैं इसलिए हम देखेंगे कि उन्हें अलग अलग वर्गों में कैसे विभाजित किया गया है इसलिए चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न भाग हैं तो सिस्टम प्रोग्राम भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं फ़ाइल हेरफेर के लिए कुछ कार्यक्रम हैं कुछ स्थिति की जानकारी के लिए और कभी कभी फ़ाइल संशोधन में संग्रहीत किए जाते हैं फिर प्रोग्रामिंग भाषा समर्थन प्रोग्राम लोडिंग और निष्पादन संचार पृष्ठभूमि डिवाइस सेवाओं और एप्लिकेशन प्रोग्राम इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश उपयोगकर्ता सिस्टम प्रोग्रामों द्वारा परिभाषित होते हैं न कि वास्तविक सिस्टम कॉल्स के कारण क्योंकि सिस्टम कॉल्स उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं दे सकते हैं और वे केवल उपलब्ध सिस्टम प्रोग्रामों को देखते हैं तो फ़ाइल प्रबंधन के लिए सिस्टम प्रोग्राम हैं क्रिएट डिलीट कॉपी रीनेम डंप और प्रिंट लिस्ट और सामान्य रूप से इस फाइल और निर्देशिकाओं को सामान्य रूप से जोड़ दें तो ये फ़ाइल प्रबंधन संबंधित सिस्टम प्रोग्राम हैं इसलिए हम उन्हें कई कारणों की वजह से प्रोग्राम कहते हैं जैसे यदि आप उदाहरण के लिए देखते हैं यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप पाएंगे कि जब भी मुझे एक उपयोगकर्ता मिला है जिसका नाम उपयोगकर्ता 1 है आम तौर पर उपयोगकर्ता 1 में एक निर्देशिका स्लैश होम प्लस और निर्देशिका में उपयोगकर्ता 1 होगा यह शायद उपयोगकर्ता को प्रोग्राम एबीसी मिल गया है जब उपयोगकर्ता निष्पादन के लिए कार्यक्रम देता है इसलिए यह चलता है लेकिन कभी कभी उपयोगकर्ता को कुछ अन्य सिस्टम प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता हो सकती है जो सिस्टम प्रोग्राम उस फाइल को कॉपी करना पसंद करता है जिसे हमें कमांड सीपी मिला है अब मेरे सिस्टम में एक विशिष्ट निर्देशिका है जहां cp के लिए कोड स्थित है तो यह निर्देशिका स्लैश बिन और स्लैश सीपी हो सकता है तो यह स्लैश बिन निर्देशिका में फ़ाइल है एक फ़ाइल जिसका नाम cp है यह एक निष्पादन योग्य फ़ाइल है तो यह वास्तव में प्रोग्राम है जिसे निष्पादित किया जाएगा यदि आप cp कमांड देते हैं तो यह cp कमांड सिस्टम कॉल का उपयोग करेगा जो इस cp कमांड को निष्पादित करने के लिए है तो इसे सोर्स फाइल को खोलना होगा इसे डेस्टिनेशन फाइल को खोलना होगा इसके लिए कई सारे सिस्टम रीड और राइट करने होंगे इसलिए जैसा कि हमने पहले देखा है कि इसे लूप में कई सारे रीड राइट सिस्टम कॉल करने पड़ते हैं और फिर अंत में फाइल को बंद कर देते हैं लेकिन जैसे कि सिस्टम का उपयोगकर्ता इस चीज को नहीं देख सकता है तो यह हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है इसलिए हम सिर्फ यह देखते हैं कि कोई फाइल cp तो यह cp एक सिस्टम प्रोग्राम है और यह इंटर्न सिस्टम कॉल का उपयोग करता है तो सिस्टम कॉल उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं दे रहा है जो दिखाई दे रहा है वह सिस्टम प्रोग्राम है और यही कारण है कि इसे एक कार्यक्रम कहा जाता है क्योंकि उन्हें कुछ विशेष निर्देशिकाओं में भी रखा जाता है और उन्हें वहां से निष्पादित किया जा सकता है तो कुछ मामलों में इस सिस्टम प्रोग्राम को संशोधित किया जा सकता है जैसे कि आप प्रोग्राम cp का अपना संस्करण रख सकते हैं और इसे स्लैश बिन डायरेक्टरी में डाल सकते हैं ताकि यह सिस्टम प्रोग्राम cp का उपयोग करने के बजाय आपके प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए उपयोग कर रहा होगा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टमों के लिए यह संभव नहीं हो सकता है इसलिए यह सिस्टम प्रोग्राम अलग से उपलब्ध नहीं है इसलिए वे सीधे कमांड लाइन इंटरफेस के हिस्से के रूप में आते हैं तो यह उस तरह से है इसलिए वे परिवर्तनीय नहीं हैं लेकिन यूनिक्स लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस बात की अनुमति देंगे तो ये फ़ाइल प्रबंधन से संबंधित सिस्टम प्रोग्राम हैं फिर स्टेटस की जानकारी के लिए तो कुछ कार्यक्रमों ने सिस्टम से सूचना की तारीख समय राशि उपलब्ध मेमोरी डिस्क स्थान उपयोगकर्ताओं की संख्या के लिए पूछा इसलिए वे कुछ करने के लिए कुछ कार्यक्रम हैं कुछ कार्यक्रम हैं जो विस्तृत प्रदर्शन लॉगिंग और डिबगिंग जानकारी प्रदान करते हैं इसलिए फिर से वे सिस्टम कॉल का उपयोग करते हुए इंटर्न होंगे लेकिन यह उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं देता है आमतौर पर ये प्रोग्राम टर्मिनल या अन्य आउटपुट डिवाइस पर आउटपुट को प्रिंट करते हैं तो यह इस तरह से है जैसा कि मैंने कहा कि विशेष रूप से यदि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं तो कमांड एलएस है जो निर्देशिका में मौजूद फाइलों को सूचीबद्ध करता है अब इस ls कमांड में इसे कई विकल्प मिल गए हैं जैसे ls minus l l s minus al बहुत सारी कमांड्स हैं इसलिए बहुत सारे तर्क हैं जो आप ls में पास कर सकते हैं अब जब इस ls को सिस्टम कॉल के रूप में लागू किया जाता है इसलिए इसे फ़ाइलों की सूची और सभी मिल जाती है लेकिन यह है कि यह पूरा डेटा इसके लिए उपलब्ध है लेकिन यह डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए कैसे प्रस्तुत किया जाएगा यह चिंता का विषय है तो यह पूरा रॉ डेटा है कि सिस्टम कॉल वापस आ गया है और फिर इसे उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट विकल्पों के आधार पर उचित तरीके से स्वरूपित किया जाता है ताकि यह उपयोगकर्ता के काम करने के तरीके में आए तो यह कॉस्मेटिक परिवर्तन या यह प्रारूप रूपांतरण सिस्टम प्रोग्राम द्वारा किया जाता है और सिस्टम कॉल वे सिस्टम से रॉ डेटा को वापस कर देंगे और सिस्टम प्रोग्राम वे इसे उस रूप में प्रारूपित करेंगे जो उपयोगकर्ता ने पूछा है तो यह वह चीज है जो वे आम तौर पर यह प्रारूपित करते हैं और आउटपुट को टर्मिनल या अन्य आउटपुट डिवाइस पर प्रिंट करना है और कुछ प्रणालियों ने रजिस्ट्री को लागू किया इसलिए कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को संग्रहीत और पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहीत की जाती है ताकि अपडेट के लिए और यह भी आसान हो जाए तो आप जानते हैं कि अद्यतन और सभी को कहां देखना है तो यह वहाँ है तो कभी कभी हमें यह कॉन्फ़िगरेशन मिला है फिर फ़ाइल संशोधन इसलिए हमें यह टेक्स्ट एडिटर मिल गया है जो फाइल में संशोधन कर सकता है फिर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट मिला है हमें प्रोग्राम लोडिंग मिल गया है और उनके सिस्टम को लोड करना और क्रियान्वित करना है कम्युनिकेशन के लिए भी सिस्टम प्रोग्राम हैं इसलिए हम इसे अगली कक्षा में देखेंगे